शुभ प्रभात हम लेक्चर 10 के सारांश के साथ शुरू करेंगे और फिर आपको याद होगा कि हमने लिनियर इंटरपोलेशन पर उचित मात्रा में चर्चा की थी हम फ्रेक्शनल सेंपलिंग रेट परिवर्तन के अगले पहलू को देखेंगे जो हमारे लिए मल्टी रेट प्रोसेसिंग के उन सभी तत्वों का परिचय देगा जिन्हें हम करने में रुचि रखते हैं मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर जैसा कि मैंने उल्लेख किया है संचार में सामान्य ब्लॉक हैं अब उन्हें डीएसपी में भूमिका कहां मिलती है यह मल्टीरेट डीएसपी के संदर्भ में है हम इसे पेश करेंगे फिर आपके पास जो सभी बिल्डिंग ब्लॉक हैं उनका पूरा टूल किट आपके पास डीएसपी के बिल्डिंग ब्लॉक एलटीआई ब्लॉक हैं तो आपके पास ये 2 लीनियरन्ब्लॉक हैं लेकिन टाइम इनवेरिएंट ब्लॉक नहीं हैं अपसैंपलर और डाउनसैंपलर और फिर कैसे वे सभी एक साथ फिट होते हैं हम इसे उदाहरणों की श्रृंखला के साथ देखेंगे तो आइए हम कल के लेक्चर की समीक्षा के साथ शुरू करते हैं इसलिए हमारे पास जो बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक है वह एक अपसैंपलर है 2 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं हमारे पास एक अपसैंपलर है हम प्रसंस्करण के इस हिस्से को अपस्मैपलिंग के रूप में लेबल करेंगे यह 2 क्रमिक सैंपल के बीच एल L 1 शून्य का सम्मिलन है हालाँकि मौजूद सैंपलो की संख्या के कारण आपने वास्तव में सिस्टम की सैंपलिंग रेट प्रभावी रूप से बढ़ा दिए हैं फिर यदि आप इसे लो पास फिल्टर H के साथ कैस्केडकरते हैं तो इस फिल्टर की विशिष्टतांऐ यह है कि यह ωcπL के साथ एक आइडियल लो पास फिल्टर है यह −π L से πL के बाहर की सभी छवियों को हटा देगा ऐसा फ़िल्टर जिसे हम अपने इंटरपोलेशन फिल्टर के रूप में संदर्भित करते हैं ठीक है आइडियल इंटरपोलेशन फिल्टर तो इसका मतलब है कि आपको पता चल जाएगा कि हम L के फैक्टर द्वारा अप सैंपल बनाने के लिए क्या कह रहे हैं तो इन 2 ऑपरेशनों का संयोजन इंटरपोलेशन ऑपरेशन है इसलिए हमारे लिए इंटरपोलेशन सिंगल स्टेप नहीं है यह शून्य की प्रविष्टि है स्पेक्ट्रम की प्रतिकृति है फिर स्पेक्ट्रम की अतिरिक्त प्रतियों को निकालने के लिए फ़िल्टरिंग है तो यह एक तत्व है जिसका हमने अध्ययन किया है इसलिए फिल्टरिंग के बाद अपसैंपलिंग है फिर यही ब्लॉक जो हमारे पास डाउनसैंपलिंग के लिए है तो डाउन सैंपलिंग ब्लॉक को डाउन एरो और M द्वारा दर्शाया गया है आपके पास आपका इनपुट आउटपुट है इसे डाउन सैंपलिंग के रूप में जाना जाता है यह भाग M 1 सैंपल फेंकने वाले सैंपलो की संख्या में कमी डाउन सैंपलिंग प्रक्रिया और जैसा कि आप याद करते हैं कि हमने यह भी कहा था कि यह भी एक फिल्टर हो सकता है वास्तव में एक फिल्टर की आवश्यकता होगी यदि आप गारंटीदेना चाहते हैं कि इसमें एलियाजिंग नहीं है तो H यह कट ऑफ ωc πM के साथ एक आइडियल लो पास फिल्टर होगा इसे हम एंटी अलियासिंग फिल्टर AA फिल्टर के रूप में कहेंगे और फिर आपके पास एंटी अलियासिंग फिल्टर के लिए इनपुट होगा और यह पूरी प्रक्रिया अलियास मुक्त डाउनसैंपलिंग या अलियास मुक्त डेसिमेशन है ताकि अलियास मुक्त हो जाए क्योंकि आपके और आप सफिशिएंट कंडीशन को एक्सप्लोइट कर रहे हैं जो कहता है कि अगर मैं अपने स्पेक्ट्रम को πM तक सीमित कर देता हूं तो यह अलियास फ्री सैंपल है और ध्यान रखें कि हम कहते हैं कि यह बेसबैंड सिग्नल के लिए एक आवश्यक और पर्याप्त स्थिति है इसलिए हम बैंडपास सैंपलिंग के मामलों से निपट नहीं रहे हैं क्योंकि बैंडपास सैंपलिंग को हैंडल किया जा सकता है और इसे अलग तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए इसके बाद जब हम इस अवलोकन या इस बिंदु के अंदर हैं कि हम काफी लंबाई पर चर्चा कर रहे थे और कक्षा के बाद कई सवाल थे बहुत अच्छी चर्चा जो हमारे पास थी वह थी लिनियर इंटरपोलेशन की व्याख्या लिनियर इंटरपोलेशन हमने कहा कि फैक्टर द्वारा अप सैंपलिंग के रूप में समझा जा सकता है जो कि L के फैक्टर द्वारा आपकी आवश्यकता के हिसाब से अप सैंपलिंग है और फिर आप एक इंटरपोलेशन फ़िल्टर का उपयोग कर रहे हैं लेकिन इंटरपोलेशन फ़िल्टर आइडियल इंटरपोलेशन फ़िल्टर नहीं है तो इस विशेष मामले में हमने इंटरपोलेशन फ़िल्टर का उपयोग किया जिसमें एक त्रिकोणीय प्रतिक्रिया थी तो मूल रूप से आपके पास था और कितने सैंपल L की वैल्यू पर निर्भर करते हुए आपके पास आपके इंटरपोलेशन फ़िल्टर का आकार होगा तो मूल रूप से यह एक लिनियर है यही वह है जो आपको इसके साथ अप सैंपल सिग्नल को कन्वोल्विंग करने की सुविधा देता है तो यह मेरा संशोधित इंटरपोलेशन फ़िल्टर है और कुछ भी नहीं कहता है कि आपके पास एक आइडियल लो पास फिल्टर है आपके पास अलग अलग फ़िल्टर हो सकते हैं लेकिन आपको यह जानना होगा कि इसके परिणाम क्या हैं तो मूल रूप से इस संयोजन को हम लिनियर इंटरपोलेशन कहते हैं ठीक है तो यह X1 n है X1 n आप सोच सकते हैं कि यह आइडियल इंटरपोलेशन है यह X1 n जो आइडियल इंटरपोलेशन की तरह कुछ है लेकिन शायद कुछ डिविएशन्स है ठीक अब लिनियर इंटरपोलेशन की निष्कर्ष निकालने वाली टिप्पणी यह थी यदि आपके पास क्रिटिकल सैंपलिंग है यदि आप वास्तव में न्यूक्विस्ट पर हैं तो यह वास्तव में सिग्नल को विकृत करता है इसलिए लीनियर इंटरपोलेशन तभी अच्छा विकल्प है जब इनपुट सिग्नल पहले से ही ओवर सैंपलड है तो यह एक अच्छा विकल्प है यदि x n पहले से ही ओवर सैंपल है पहले से ही न्यूक्विस्ट के संबंध में ओवर सैंपलड है तो फिर आप क्या पाएंगे कि आप छवियों से छुटकारा पा सकते हैं और जो कुछ भी डिस्टॉरशन होता है वह न्यूनतम है और समस्या का कारण नहीं है पहले से ही ओवर सैंपल हैओवर सैंपल है न्यूक्विस्ट के परिपेक्ष में न्यूक्विस्ट सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी ठीक तो यह प्रमुख तत्व है ठीक अब हम पिछली कक्षा में जो चर्चा करते हैं उस पर निर्माण करते हैं एक समीक्षा के माध्यम से कई उपयोगी परिणाम मुझे सिर्फ इस विशेष ब्लॉक को देखने के लिए कहते हैं 3 के फैक्टर द्वारा डाउन सैंपल 3 के फैक्टर के द्वारा अप सैंपल करना ठीक है तो यह xn है और आउटपुट x n C3 n के समान है और यदि आप चाहते हैं कि इसका विषुअलाइज़ेशन हो तो यह ध्यान रखना अच्छा होगा कि वास्तव में हमने क्या किया है तो अगर मेरे पास सिग्नल है कुछ सिग्नल जो मैं सैंपल करता हूं तो वह सैंपल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ठीक कुछ सिग्नल का सैंपल लिया गया है डाउन सैंपलिंग प्रक्रिया डाउन सैंपलिंग प्रक्रिया कहती है कि मैं केवल कुछ हर तीसरे सैंपल को ही बनाए रखने जा रहा हूं इसलिए डाउन सैंपलिंग की प्रक्रिया इसे यह यह यह और यह रहेगी ठीक इसलिए बीच में हर 2 सैंपल को फेंक दिया गया है तो फिर अप सैंपलिंग प्रक्रियाएँ से आप L − 1 शून्य के बीच में शून्य मूल्यवान सैंपलको पुनर्स्थापित करेंगे तो शून्य वैलिड सैंपल यहाँ है ये सैंपल हैं इसलिए मूल रूप से कोंब सीक्वेंस हर इस मामले में हर तीसरे सैंपल और शेष सैंपल शून्य पर सेट होते हैं और कल की चर्चा में हमारे पास इसके कुछ संस्करण थे हमने कहा कि अगर मैं इसे 1 यूनिट समय तक आगे बढ़ा सकता हूं उसके बाद सैंपल को 3 के द्वारा 3 के फैक्टर के द्वारा अप सैंपलिंग और उसके बाद z−1 डीले हमने कहा कि आउटपुट होगा यदि यह x n है आउटपुट x n एक कोंब सीक्वेंस से गुणा किया जाएगा लेकिन 1 से स्थानांतरित कर दिया जाएगा तो यह मूल रूप से एक अलग सबसैंपल सीक्वेंस C3n−1 है आप जो देखते हैं उसे स्केच कर सकते हैं और x n C3 n−2 पाने के लिए इस ब्लॉक को संशोधित कर सकते हैं मूल रूप से यहZ2और Z 2होगा इसलिए कृपया इसे भरें यहां भरे फिगर ड्रा करें फिगर ड्रा करो ठीक आप इसे बाहर जाकर कोशिश कर सकते हैं यह सिर्फ एक सरल व्यायाम है ठीक है अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ रखने का एक बहुत ही दिलचस्प तत्व आता है पिछली कक्षा में हमने हर दूसरे सैंपलको रखने के साथ एक कोंब सीक्वेंस के संदर्भ में बात की थी या ओड और इवन सीक्वेंस में विभाजित किए थे लेकिन हमें बस थोड़ा अलग मामले पर नजर डालते हैं हम M 3 लेते हैं जिसका अर्थ है कि अप सैंपलिंग डाउन सैंपलिंग दोनों हैं इसलिए L M 3 तो हमारे पास जो ब्लॉक हैं तो पहली शाखा जिसे हमने 3 के एक फैक्टर डाउनसेंपल 3 के फैक्टर द्वारा अपसैंपलिंग किया है और आउटपुट मिलता है अब दूसरी शाखा जिसमें मैं एक एडवांस ऑपरेटर करके 3 के फैक्टर द्वारा डाउन सैंपल 3 के फैक्टर द्वारा अप सैंपल और यह दूसरे सिग्नल में जुड़ जाएगा कृपया नोट करें कि एरो की दिशा बहुत महत्वपूर्ण है तो दूसरी शाखा जुड़ जाती है हमें एक डिलेड ऑपरेशन सम्मिलित करने के लिए हमें कुछ डालने की आवश्यकता है z−1 और फिर एक तीसरी शाखा जहां हमारे पास एक और एडवांस ऑपरेटर है जिसके बाद 3 के फैक्टर डाउन सैंपल 3 के फैक्टर द्वारा अप सैंपलिंग एक डिलेड ऑपरेशन है ठीक तो आइए हम विश्लेषण करें कि हमारे पास क्या है तो यहाँ एक सिस्टम है जहाँ 3 शाखाएँ हैं यह लीनियर सिस्टम है इसलिए मैं इसे 3 समानांतर चीजों में तोड़ सकता हूं जो जुड़ रही हैं तो पहली शाखा 3 के फैक्टर द्वारा डाउन सैंपलिंग 3 के फैक्टर द्वारा अप सैंपलिंग है जैसा कि हमने देखा कि जैसा हमने पिछले मामले में कहा था कि x n c3 n है दूसरी शाखा इनपुट एक डिले यूनिट से 3 के फैक्टर द्वारा डाउन सैंपलिंग के माध्यम से जाती है 3 के फैक्टर द्वारा अप सैंपलिंग होता हैZ 1 तो मूल रूप से आउटपुट में मेरे पास x n c3 n शीर्ष शाखा है जो इस तरफ से आ रही है अब इस भाग से आने वाली दूसरी शाखा x n c3 n 1 है और बस एक पल के लिए दूसरी शाखा पर चलती है यदि मैं इनपुट से अनुसरण करता हूं तो 2 डिलेड एलिमेंट हैं जो किZ2 हैं 3 के फैक्टर द्वारा डाउन सैंपलिंग 3 के फैक्टर द्वारा अप सैंपलिंग और फिर 2 डिलेड एलिमेंट से गुजर था हैं जो कि x n c3 n 2 हो जाता है ठीक आउटपुट x n हो जाएगा और मुझे लगता है कि आप या तो इसे ड्रा कर सकते हैं या आपको पता है कि आप इसे ठीक करने के लिए जिस किसी भी तरह से कल्पना करते हैं अब बस यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप इसके साथ सहज हों तो चलिए मैं आपको एक टास्कदेता हूं जो मुझे यकीन है कि आपको दिलचस्प लगेगा और कॉपी ठीक है इसलिए मैं इस आकृति को थोड़ा संशोधित करने जा रहा हूं और फिर आपको इसके साथ काम करने के लिए कहूंगा और फिर मुझे बताइएगा कि इसका जवाब क्या है ठीक है इसलिए कुछ चीजें हटाते हैं ठीक इसलिए मैं इस आकृति को संशोधित करने जा रहा हूं तो ऊपरी शाखा 3 के फैक्टर द्वारा डाउन सैंपल 3 के फैक्टर द्वारा अप सैंपल है और अब जा रही है यह वह नहीं है जो आउटपुट का उत्पादन कर रहा है मैं इसे एक और डिलेड एलिमेंट Z 1 लिए नीचे की ओर फ़ीडकरने जा रहा हूं ठीक है मुझे जल्दी से अपने डायग्राम को साफ करने दें दोनों तरफ बाएं और दाएं मेरे पास अब डिले एलिमेंट हैं ठीक है तो यह एक प्लस साइन है और ठीक है अब दूसरी शाखा में Z 1 को 3 के फैक्टर द्वारा डाउन सैंपल 3 के फैक्टर द्वारा अप सैंपल करके आउटपुट आता है जो नीचे की ओर जाता है इसका मतलब है कि एक और डिले एलिमेंट है और फिर बाहर आता है तीसरी शाखा 2 डिलेड एलिमेंट के माध्यम से जाती है 3 के फैक्टर द्वारा डाउन सैंपल 3 के फैक्टर द्वारा अप सैंपल हो जाता है ठीक क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे निचली शाखा क्या होगी सबसे निचली शाखा का प्रभाव क्या होगा या हमें दूसरे को लेने दो ऊपरी शाखा देखने में बहुत आसान है यह x n 3 के फैक्टर द्वारा डाउन सैंपल 3 के फैक्टर द्वारा अप सैंपल है इसका मतलब है कि यह पहला सीक्वेंस है ठीक जो तब समय की 2 इकाइयों द्वारा विलंबित हो गया है ठीक है अब दूसरी शाखा से गुजरें दूसरी शाखा में प्रभावी रूप से एक एडवांस ऑपरेटर और एक डिले ऑपरेटर था लेकिन अब 2 डिले एलिमेंट हो गए हैं ठीक इसलिए यदि आप इसे ध्यान से देखते हैं और फिर विश्लेषण करते हैं तो आप पाएंगे कि यह भी पता चलता है कि आपको इसे व्यवस्थित रूप से करना है मूल रूप से यह सत्यापित करें कि यदि यह इनपुट x n है तो भी आपको इंटरलेसिंग प्रॉपर्टी मिलती है सभी 3 डाउन सैंपल सीक्वेंस ठीक से इंटरलेस्ड हो जाते हैं आउटपुट x n 2 हो जाता है कृपया सत्यापित करें कि यदि आप सीक्वेंस X1 n को परिभाषित करते हैं तो संभवत यह उपयोगी है दूसरे सीक्वेंस को परिभाषित करें X2 n और तीसरा सीक्वेंस X3 n तो आउटपुट X3 nX2 n−1X1 n−2 है ठीक तो आप एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप इस परिणाम के साथ सहज हैं फिर मुझे फ्रेक्शनल सैंपलिंग रेट पर आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि यह हमें सिखाएगा और हमें बहुत सारी दिलचस्प जानकारियां देगा इसलिए फ्रेक्शनल सैंपलिंग रेट में बदलाव होता है यह एक उदाहरण है लेकिन यह हमें बहुत सारी अंतर्दृष्टि भी देता है जिसे हम मल्टीरेट स्ट्रक्चर के रूप में विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेक्शनल सैंपलिंग रेट में परिवर्तन तो मेरे पास एक सिग्नल x n है जो 12 किलोहर्ट्ज़ पर सैंपल किया है ठीक है इसे x n में बदलना चाहते हैं जो मूल रूप से x n है लेकिन अलग सैंपलिंग रेट 16 किलोहर्ट्ज़ है इसलिए कल हमने कहा था कि मैं इसे एक सिस्टम के रूप में देख सकता हूं जहां मैं 3 के फैक्टर द्वारा डाउन सैंपलिंग करता हूं और फिर 4 के फैक्टर द्वारा अप सैंपलिंग करता हूं जिसका अर्थ है कि मैं प्रभावी रूप से 12 किलोहर्ट्ज़ प्राप्त करूंगा 3 के फैक्टर द्वारा डाउन सैंपलिंग से यह आपको सेंपलिंग दर का 13 गुणा फैक्टर देता है 4 के फैक्टर द्वारा अप सैंपलिंग आपको 4 से गुणा करता है यह आपको 16 किलोहर्ट्ज़ देता है जो आपको वह लक्ष्य देता है जिसे आप सही देख रहे हैं और निश्चित रूप से हम पहले अप सैंपलिंग कर सकते हैं आप अच्छी तरह से कह सकते हैं कि आप जानते हैं कि मैंने कहीं सुना है कि अप सैंपलिंग पहले किया जाना चाहिए 4 के फैक्टर द्वारा अप सैंपलिंग करें 3 के फैक्टर द्वारा डाउन सैंपलिंग करें अब ओवरऑल सेंपलिंग रेट को देखें यह भी 16 किलोहर्ट्ज़ दोनों पर है मैं पहले क्या करना चाहूंगा इन 2 संरचनाओं का विश्लेषण कर रहा हूं क्योंकि यह हमारे लिए मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा का परिचय देता है खासकर अगर हम ब्लॉक को इंटरचेंजकरने की कोशिश करते हैं आज हम जिन चीजों पर ध्यान देना चाहते हैं उनमें से एक यह है कि क्या मुझे इन 2 ब्लॉकों को इंटरचेंज करने की अनुमति है स्पष्ट रूप से डाउन सैंपलिंग और अप सैंपलिंग दोनों ही टाइम वैरिएंट ब्लॉक हैं और इसलिए समय के भिन्न ब्लॉकों को बदलना आम तौर पर अनुमति नहीं है तो क्या इन दोनों की कोई संभावना है तो चलिए हम इसका थोड़ा विश्लेषण करते हैं और यह हमें बहुत जानकारी देगा तो मुझे सिग्नलस को लेबल करने दें यह x n है यह X1 n है यह X1 n है तो क्या आप मेरे लिए टाइम डोमेन एक्सप्रेशन लिख सकते हैं X1 nx 3n जो डाउन सैंपलिंग है ठीक वह समीकरण 1 है दूसरा समीकरण कहता है X1 nX1 n 4 n4 के गुणांक 0 अन्यथा अन्यथा ठीक अब आप मेरे लिए X1 n की अभिव्यक्ति को फिर से लिख सकते हैं इसलिए X1 nx 3n तो क्या आप इस समीकरण को लिखने में मेरी मदद कर सकते हैं तो X1 n 4 x 3n 4 क्या स्थिति हैX1 nx3n तो मूल रूप से हम जो कह रहे हैं कि यह स्थिति तब होगी जब 3n 4 का गुणक है जो n के समान है और 4 का गुणक है लेकिन ठीक 0 के बराबर अन्यथा X1 nx3n4 n4 के गुणांक 0 अन्यथा तो यह X2 n के लिए अंतिम एक्सप्रेशन है अब हम इसी सीक्वेंस को देखते हैं समान इनपुट x n हमें आउटपुट को X2 n और मध्यवर्ती सिग्नल X2 n के रूप में जाना जाता है X2'n x n4 n4 के गुणांक 0 अन्यथा X2 nX2'3n X2 nx 3n4 3n4 के गुणांक 0 अन्यथा So X2 n अब कृपया उन 2 एक्सप्रेशन की तुलना करें जिन्हें हमने प्राप्त किया है कि तथ्य यह है कि 3 और 4 अपेक्षाकृत प्रमुख हैं इसलिए n का 4 का गुणांक होना और 3n का 4 का गुणांक होना एक समान स्थिति है इसलिए 2 टर्म्स के बीच कुछ अलग नहीं है तो प्रभावी रूप से X1 n X2 n ठीक है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन जो इस के साथ आने की आवश्यकता है यह सामान्य रूप से सच है कि मैं शब्द को बदल सकता हूं यह जो मुझे बता रहा है वह यह है कि मैं डाउन सैंपलिंग कर सकता हूं इसके बाद अप सैंपलिंग या दूसरा तरीका तो आइए हम जल्दी से यह सुनिश्चित कर लें कि हमारे दिमाग में यह बहुत स्पष्ट है और जहां तक यह बात है उन्हें कोई भ्रम नहीं होगा तो आइए हम इस विशेष मामले को लेते हैं सामान्य मामला M के फैक्टर द्वारा डाउन सैंपलL के फैक्टर द्वारा अप सैंपलL के फैक्टर द्वारा डाउन सैंपल M के फैक्टर द्वारा डाउन सैंपल तो विशेष केस नंबर 1 विशेष केस नंबर 1 वह मामला है जहां L M है और निश्चित रूप से मैं विशेष केस नंबर 2 ले लूंगा जो L≠M है ठीक तो बैट को राइट ऑफ करें ताकि इसका मतलब यह हो कि M के फैक्टर द्वारा डाउन सैंपलिंग M के फैक्टर द्वारा अप सैंपलिंग करना आउटपुट क्या है x n CM n अब यदि मैं M के एक फैक्टर द्वारा अप सैंपल लेता हूँ तो यह क्या करता है यदि मेरे पास इनपुट्स हैं अगर मेरे पास एक सीक्वेंस है जहां मेरे पास निम्नलिखित सैंपल हैं तो ठीक है अगर मेरे पास मेरे सैंपल के रूप में हैं अब अप सैंपलिंग करके हम L M 2 लेते हैं यह निम्न कार्य करता है यह सैंपलो के प्रत्येक सेट के बीच 1 शून्य डालता है और फिर 2 के फैक्टर द्वारा डाउन सैंपलिंग करके उन 1 सैंपल को हटा देता है इसलिए स्पष्ट रूप से जब L और M समान होते हैं तो उन्हें इंटरचेंज नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनमें से एक यहां जानकारी का कोई नुकसान नहीं है जानकारी का कोई नुकसान नहीं है दूसरी तरफ उस मामले में जहां एल एम के बराबर है और मैं डाउन सैंपल पहले करता हूं वहां जानकारी का नुकसान है इसलिए मुझे इससे बहुत सावधान रहना होगा अतः स्पष्ट रूप से पहला अवलोकन यह है कि यदि L और M समान हैं तो उन्हें उस पेनाल्टी के बिना इंटरचेंज नहीं किया जा सकता है जिसका आपको भुगतान करना होगा जाहिर है यह मामला है जहां L और M समान नहीं हैं अब क्या मैं यह सामान्य धारणा बना सकता हूं कि मैं हमेशा इंटरचेंज कर सकता हूं जब वे समान नहीं होते हैं और हम बहुत सावधानी से काम करेंगे कि इस तरह के प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाना चाहिए लेकिन हो सकता है कि मैं आपको रूपरेखा प्रदान करके शुरू करूं तो जिस तरह से हम विश्लेषण करेंगे वह यह है कि हम कहें कि यह है X1 n और y n तो X11M k0M 1 X सही यह डाउन सैंपलिंग ऑपरेशन है हाँ यदि x n M तक बैंड लिमिटेड नहीं है जो एक अच्छा बिंदु है हाँ क्योंकि यदि आपने बैंड लिमिटेड नहीं किया है अगर आप M तक बैंड लिमिटेड हैं तो पहला कदम आपके लिए किसी भी तरह की जानकारी का नुकसान नहीं करता है और हाँ सिग्नल अलग हैं लेकिन आप अभी भी उस जानकारी को पुनर्प्राप्त कर सकते हैं जो रुचि की है अर्थात एक अच्छी बात है तो X1 इसके द्वारा दिया जाता है YX1 जो अप सैंपलिंग प्रक्रिया ठीक है और इस मामले में मुझे इसे X1 के रूप में लिखने दें इसलिए मुझे अपने समीकरण नंबर 1 पर वापस जाना होगा और z को zM से बदलना होगा ठीक है कृपया बहुत सावधान रहें मैं z की जगह ले रहा हूं जहां भी z होता है मैं इसे zM से बदल देता हूं तो अगर यहY1M k0M 1 X है अब ध्यान दें कि स्केलिंग है एंप्लीट्यूड स्केलिंग है वहाँ कई प्रतियां हैं प्रतियां वे स्पेक्ट्रल रूप से स्थानांतरित हो जाती हैं डाउन सैंपलिंग प्रक्रिया से अलग एकमात्र बात यह है कि फ्रीक्वेंसी की कोई स्केलिंग नहीं है इसलिए स्पेक्ट्रल शिफ्टकर दिया गया तो स्केलिंग प्रतियों और स्पेक्ट्रल शिफ्ट के इस संयोजन को कांब सीक्वेंस द्वारा किया जाता है तो यह सीधा है या हम पहले के व्याख्यानों में वापस जा सकते हैं और आप पुष्टि कर सकते हैं कि यहx n CM n के अलावा और कुछ नहीं है x n कांब सीक्वेंस से गुणा किया जाता है यदि मैं इसे कॉल करता हूं तो हमें इसे कॉल करने दें X2n के रूप में और Y2 nX2X के रूप में यह आउटपुट मैं LM चुन रहा हूं Y2 डाउनसमलिंग प्रक्रिया है Y21M k0M 1 X2 जहाँ भी X2 है मुझे X को करने की आवश्यकता है ठीक Y21M k0M 1 X1M k0M 1XX जिसका तात्पर्य है कि Y2nx n जो वास्तव में अंतर्ज्ञान या मूल रूप से है जब स्केचिंग प्रक्रिया के माध्यम से हम पहले से ही जानते थे कि वे अलग थे और यह एक औपचारिक संरचना से अधिक है जब हम कहते हैं कि हां वे वास्तव में अलग हैं